∆P20 ∆P30 तथा ∆Q20 and ∆Q30 की वेल्यू को इस समीकरण मे प्रतिस्थपित करने पर ∆20 ∆30 की वेल्यू प्राप्त कर सकते है जो की जकोबीयन मेट्रिक्स J1 के इनवर्स को ∆P20 ∆P30 वेक्टर से गुणा करने पर प्राप्त होगा हल करने पर ∆0 बराबर 008687 रेडियन बराबर 3936 डिग्री और ∆Q30 00495 रेडियन बराबर 2837 डिग्री प्राप्त होगा यहाँ उदाहरण मे छोटे ऑडर के मेट्रिक्स का इनवर्स ही निकालने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन अगर यह बड़े ऑडर का मेट्रिक्स होगा तो इसके लिए कई तकनीक है यह इस पाठ्यक्रम के दायरे से बाहर है हम इसे नही पढ़ेंगे यह रेखिए समीकरण है इन्हें हल करने की बहुत सी विधि है लेकिन अगर बड़े सिस्टम के जकोबीयन मेट्रिक्स का इनवर्स लेंगे तो हो सकता है यह सही हल नही दे पाएगा इसी प्रश्न को सम्बोधित करती हुई बहुत सी तकनीक है सबसे आसान तकनीक बेक सब्स्टिट्यूशन है इस से कुशल और भी बहुत सी विधि है इसी तरह से ∆V20 ∆V30 प्राप्त होगा जिसके लिए J4 मेट्रिक्स के इनवर्स को ∆Q20 ∆Q30 से गुणा करेंगे हम ∆Q20 बराबर 0102 और ∆Q30 बराबर 1051 पहले ही प्राप्त कर चुके है इस से ∆V20 बराबर 001332 और ∆V30 00244 प्राप्त होगा अब हम इन समीकरणों से 2 3 V2 and V3 प्राप्त कर सकते है 2 2∆2 33∆3 V2 V2∆V2 तो 2that 2∆2 बराबर 0 3936 यानी कि 3936 डिग्री का होगा V2बराबर V2∆V2 यानी कि 10 001332 बराबर 101332 के V3 बराबर है 10244 के होगा अब हम दूसरी पुनरावर्ती दर्शायेंगे P2 केलक्यूलेटड 262 P3 केलक्यूलेटड 096 Q2 केलक्यूलेटड 0005 और Q3 केलक्यूलेटड 006177 हम पहले ही प्राप्त कर चुके है इन से ∆P2 बराबर 0064 ∆P3 बराबर 0426 ∆Q2 बराबर 1107 और ∆Q3 बराबर 029 प्राप्त होगा अब यह सभी वेल्यूस को इस्तेमाल कर कर ∆2 बराबर 0229 डिग्री और ∆3 बराबर 05 डिग्री प्राप्त होगा यह प्राप्त करने के लिए हमने J1 जकोबीयन मेट्रिक्स को स्थिर माना है इसी तरह से ∆V2 and ∆V3 प्राप्त कर सकते है इस से ∆V2 बराबर 0037 ∆V3 बराबर 002436 और 2 बराबर 4165 डिग्री और 3 बराबर 3337 डिग्री प्राप्त होगा इसी तरह से V3बराबर 09763 और V3 बराबर 10244 यानी कि लगभग 1 प्राप्त होगा दूसरी पुनरावर्ती के बाद 2 is 4165 डिग्री 3 बराबर 3337 डिग्री V2 बराबर 09763 प्रति मात्रक और V3 बराबर 10 प्रति मात्रक प्राप्त होगा यह सभी बसेस PQ बस है यह उदाहरण गाऊस सीडल से भी हल किया जा चुका है अब हम न्यूटन रेपसन विधि का दूसरा उदाहरण PV बस के लिए लेंगे जिसका रेखाचित्र यह दिया गया है बस 1 सलेक बस है यहाँ 2 j1 भी दिया गया है जो असल मे एक डम्मी पैरामीटर है बस 1 सलेक बस दी है इस स्थिति मे Pg1 और Qg1तब प्राप्त किया जाता है जब सल्यूशन कन्वरज करता है लेकिन अगर लोड दिया है उदाहरण के तौर पर मान लें कि अगर लोड QL1 दिया गया है और Qg1 67 मेगावार दिया है तो Qg1 बराबर 67 QL1 होगा यहाँ यह जान बूझ कर यह दिया गया है यानी कि यह डम्मी पेरामिटर है यहाँ PQ बस 05 j1 दिया गया है इंजेक्शन कुछ भी आ सकता है और PV बस के लिए 15 j 0 दिया गया है PV बस को बस जनरेटर भी कहते हैं यहाँ लोड 06 दिया गया है लेकिन Qg3 अज्ञात है यानी कि Q3 भी अज्ञात है मेट्रिक्स Y11 दिया गया है इसके एलिमेंट्स इस प्रकार है 26925 और कोण 682डिग्री 1118 कोण 1166डिग्री 158 और कोण 1084 डिग्री तथा 33615 और कोण 672 डिग्री यह सममित आव्यूह तो बाकी के एलिमेंट्स इसके सममित गुण को इस्तेमाल कर कर प्राप्त कर लें V1 बराबर 1 और कोण 0 डिग्री है बस 2 PQ बस है शुरुआती वेल्यू V20 मेग्निट्यूड को 1 और delta को 00 लेंगे बस 3 PV बस है इसलिए V2 का शुरुआती मेग्निट्यूड 10 और शुरुआती डिग्री शून्य लेंगे बस 3 का वोल्टेज मैग्निट्यूड स्थिर 10 बनाए रखेंगे अब जकोबीयन मेट्रिक्स बनाएँगे यह dp2d2 dp2d3 dp3d2 dp3d3 है जो J1 मेट्रिक्स के एलिमेंटस बनेंगे p पुनरावर्ती संख्या है इस कॉलम वेक्टर में ∆V3 नहीं होगा क्यूँकि बस 3 PV बस है इसका वोल्टेज मेग्निट्यूड स्थिर है लेकिन यहाँ ∆V2 मौजूद होगा क्योंकि यह PQ बस है और इसीलिए यहाँ ∆2 ∆δ3 ∆V2 होंगे J2 का पहला एलिमेंट dp2dV2 होगा और दूसरा dp3dV2 होगा उसके बाद मेट्रिक्स मे dQ2d2 dQ2d3होगा और यह dQ2dV2 एलिमेंट होगा जैसे कि हमें पहले ही पता है J1 n 1 ऑर्डर का मेट्रिक्स होगा यहाँ n बराबर 3 है यानी कि जकोबीयन मेट्रिक्स J1 2 इंटु 2 ऑडर का होगा चूँकि यहाँ केवल एक PV बस है तो m बराबर 1 होगा यानी की n m 1 बराबर 1 होगा इसका मतलब J4 मेट्रिक्स मे केवल एक ही अल्पांश होगा J2 2 इंटु 1 ऑडर का होगा J3 1 इंटु 2 ऑडर इस उदाहरण के लिए पुनरावर्ती प्रक्रम मे J2 और J3 को छोड़ देंगे तो यह ना लेने पर क्या होगा ∆P2 ∆P3 dP2d2 dP2d3 dP3d2 dP3d3 ∆2 ∆3 होगा यह डिकपलड लोड फ़लो स्तिथि है यह ∆P2 ∆P3 है यह J1 मेट्रिक्स है यह ∆Q2∆Q2∆V2∆V2 है यहाँ J4 मेटिक्स मे केवल एक ही एलिमेंट है यानी कि यह 1 इंटु 1 ऑडर का मेट्रिक्स होगा अब dP2d2 को अभिव्यक्त करेंगे यह पहले की ही तरह होगी जो हमने 3 बस सिस्टम मे ली थी क्यूँकि यह भी 3 बस सिस्टम है dP3d2 V3V2Y32sin 32 32 dP3d3V3V1Y31sin 31 31 V3V2Y32sin 32 32 dP2d3 dP2d2 और dQ2dV2 को भी पहले की ही तरह अभिव्यक्त करेंगे यह पहले दी गयी अभिव्यक्ति के बराबर ही है सभी मापदंड दिए गए है मेट्रिक्स Y भी दिया गया है इन सभी को प्रतिस्थपित करने पर dP2d2 लगभग 26 के बराबर प्राप्त होगा इसी तरह से dP2d3 बराबर 16 होगा dP3d2 बराबर 16 और dP3d3 बराबर 31 होगा इस से जकोबीयन मेट्रिक्स के एलिमेंट्स 26 16 16 31 प्राप्त होंगे यह 2 इंटु 2 मेट्रिक्स होगा यह बाकी पुनरावर्तियों मे स्थिर मानेंगे इसी तरह से dQ2dV2 जो की J4 है केवल एक एलिमेंट है यह 26 के बराबर है इसके बाद P2 शेडयूलड जो की बराबर है Pg2 PL2 के को प्राप्त करेंगे चुकी बस 2 पर लोड नही है और Pg2 बराबर 05 है तो P2 शेडयूलड 05 परती मात्रक प्राप्त होगा चूँकि लोड नही दिया गया है इसलिए Q2 शेड्युल पावर बराबर Qg2 QL2 बराबर 1 0 यानी कि 1प्रति मात्रक है इसी तरह से P3 शेड्युल बराबर Pg3 PL3 है चूँकि बस 3 जनरेशन नही इसलिए Pg3 बराबर शून्य है इससे P3 शेड्युल बराबर 0 15 बराबर 150 प्रति मात्रक प्राप्त होगा समीकरण 50 और 51 से i बराबर 2 रख कर P2 को प्राप्त करेंगे यह P2 की अभिव्यक्ति है सभी वेल्यूस को प्रतिस्थापित करने पर P2 लगभग 0 के बराबर प्राप्त होगा इसी तरह से P3 केलक्यूलेटड लगभग 00 प्राप्त किया गया है i 2 रखने पर Q2 केलक्यूलेटड लगभग शून्य प्राप्त होगा सभी P2 Q2 P3 और Q3 केलक्यूलेटड शून्य बराबर प्राप्त हुए है इन सभी को ध्यान पूर्वक हल करें ∆P2P2sheduled P2 calculated ∆P3P3sheduled P3 calculated ∆Q2Q2sheduled Q2 calculated अब ∆p2P2sheduled P2 calculated बराबर है 05 00 यानी कि 050 के यह अलगोरिथम किस तरह से काम करेगा यह दर्शाने के लिए इसे हल किया गया है यह सभी वेल्यू प्राप्त कर सकते है अब इस समीकरण से ∆2 ∆3 की शुरुआती वेल्यूस प्राप्त करेंगे जो की J1 मेट्रिक्स का इनवर्स गुणा वेक्टर ∆P2 जो की 05 है और ∆P3 150 है ∆V2 बराबर ∆Q2dQ2dV2 है यह मेट्रिक्स मे अकेला एलिमेंट है dQ2dV2 बराबर 26 और ∆Q2 बराबर 1 पहले ही प्राप्त कर चुके है तो ∆V2 बराबर 00384 प्राप्त होगा अब यह वेल्यू को अपडेट करें यानी कि ∆2 बराबर 2∆2 जो की बराबर है 0 086 डिग्री बराबर 086 डिग्री इसी तरह से 33∆3 यानी कि 0 32 बराबर 32 डिग्री प्राप्त होगा V2 मेग्निट्यूड बराबर V2 जमा ∆V2 चूँकि बस 2 PQ बस है इसलिए V2 बराबर 1 है इसलिए पहली पुनरावर्ती के बाद V2 10384 प्राप्त होगा 2 बराबर 086 डिग्री और 3 बराबर 32 डिग्री प्राप्त होगा अब दूसरी पुनरावर्ती के लिए p बराबर 1 लेंगे और P2 दूसरी पुनरावर्ती के बाद 1049 प्राप्त होगा इसी तरह से P3 केलक्यूलेटड 178 प्राप्त होगा Q2 केलक्यूलेटड 079 होगा ∆P2 बराबर 05 1049 यानी कि 0549 प्राप्त होगा इसी तरह से ∆P3 बराबर 028 और ∆Q2 बराबर 021 प्राप्त होगा इन सब को इस्तेमाल कर कर ∆2 ∆3 बराबर 0549 और 028 प्राप्त होगा यहाँ मेट्रिक्स को बदला नही गया है यह रेडियन मे प्राप्त हुआ है इस से ∆2 13 डिग्री और ∆3 015 डिग्री प्राप्त होगा ∆V2 बराबर 02126 0008 होगा अब सभी वेल्यूस को अपडेट करेंगे ∆2 बराबर 2 ∆2 086 013 होगा यानी कि 216 डिग्री तथा 3 3 ∆3 यानी कि 32 015 बराबर 335 डिग्री होगा V2 बराबर V2∆V2 यानी कि 10384 0008 बराबर 10464 होगा दूसरी पुनरावर्ती के बाद V2 बराबर 10464 है 2 बराबर 216 है 3 बराबर 335 है तो हमने यहाँ P2 P3 Q2 और इनके डेरिवेटिव प्राप्त किए है यह ध्यान मे रख कर कर के यहाँ बस 3 PV बस है